हमारे पिछले सत्र में हमने बजट और बजटीय नियंत्रण पर चर्चा शुरू की थी सामान्य तौर पर यदि आपको याद हो तो बजट एक अनुमानित विवरण है लेकिन यह पूर्ण नहीं है यह उस अवधि से पहले तैयार किया जाता है जिसके लिए इसे तैयार किया गया है यह एक मात्रात्मक या वित्तीय विवरण है और इसे किसी लक्ष्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है इसलिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नीति तैयार की जाती है और मात्रात्मक शब्दों में यह नीति बजट में बनाई जाती है हमने विभिन्न प्रकार के बजटों को भी समझा है और उन पर चर्चा की है इसलिए इससे समय वार वर्गीकृत किया जा सकता है यह एक दीर्घकालिक अल्पकालिक और चालू बजट के रूप में हो सकता है या कोई इसे कार्यात्मक बनाम मास्टर बजट के अनुसार भी वर्गीकृत कर सकता है इसलिए कार्यात्मक बजट में हम प्रत्येक कार्य के लिए बजट तैयार करते हैं और उन सभी बजटों को एक मास्टर बजट के रूप में समेकित और संक्षेपित किया जाता है हमने एक विशेषज्ञ प्रकार का बजट भी देखा है जिसे शून्य आधारित बजट के रूप में जाना जाता है क्या आपको वह याद है तो शून्य आधार बजट अनिवार्य रूप से एक बजट है जो बिल्कुल शुरुआत से तैयार किया जाता है चूंकि पारंपरिक बजट प्रणाली पिछले अवधि के बजट और वास्तविक पर बहुत अधिक निर्भर है इसलिए यह अलग प्रणाली विकसित की गई है आमतौर पर एक बजट पिछले साल के बजट और पिछले साल के वास्तविक पर आधारित होता है हम वर्तमान परिदृश्य के अनुसार कुछ बदलाव करते हैं जो हमें वर्तमान बजट देता है लेकिन शून्य आधार बजट के मामले में इसे बिल्कुल शुरुआत से तैयार किया गया बजट कहा जाता है इसलिए हम पिछले साल के बजट को स्वतः प्रमाणित नहीं मानते हैं हर खर्च को खुद को सही ठहराने की जरूरत है और उसके बाद ही मौजूदा बजट में इसे जोड़ा जा सकता है मुझे आशा है कि आपको याद होगा कि हमने बजट पर इन सभी बुनियादी अवधारणाओं पर चर्चा की है वर्तमान सत्र में हम मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के कार्यात्मक बजट वाले मामलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो क्या आपको याद है कि कार्यात्मक बजट क्या है या उस मामले में मास्टर बजट क्या है आप जानते हैं कि मास्टर बजट एक समेकित पी और एल के रूप में है यह एक समन्वित प्रयास है जहां संसाधनों को दो अलग अलग कार्यों में समन्वित और आवंटित किया जाता है और अंतिम परिणाम एक मास्टर बजट होता है और प्रत्येक कार्य के लिए हम एक अलग बजट बनाते हैं उन बजटों को कार्यात्मक बजट कहा जाता है तो वे कौन से बजट हैं अलग अलग कार्य क्या हैं क्या आप मुझे 4 5 कार्यात्मक बजट बता सकते हैं स्क्रीन पर आप एक बजट देख सकते हैं मुझे पता है कि यह सामग्री खरीद बजट है लेकिन यह बाद में आता है आम तौर पर कोई भी व्यावसायिक गतिविधि मांग से शुरू होती है इसलिए बाजार अनुसंधान करने और बिक्री बजट तैयार करने की आवश्यकता होती है कि हमें कितनी बिक्री की संभावना है बिक्री बजट के आधार पर हमें निर्माण करना होगा इसलिए बिक्री से हम खरीद बजट तैयार करते हैं माफ कीजिएगा बिक्री से हम उत्पादन बजट तैयार करते हैं उत्पादन के आधार पर हमें कच्चे माल की जरूरत है इसलिए हम एक कच्चे माल की खपत का बजट तैयार करते हैं क्योंकि हमें उपभोग करने की आवश्यकता है हमें खरीदने की आवश्यकता है इसलिए हम कच्चे माल की खरीद का बजट तैयार करते हैं समझ हैं इस प्रकार एक के बाद एक कार्यात्मक बजट तैयार किए जाते हैं उसी तरह उत्पादन के लिए हमें जनशक्ति की जरूरत है इसलिए हमें जनशक्ति बजट तैयार करने की आवश्यकता है अब क्योंकि हमें जनशक्ति की आवश्यकता है इसलिए हमें भर्ती करने की आवश्यकता है शायद हमें भर्ती बजट बनाने की आवश्यकता है हमें निश्चित ओवरहेड्स बजट बनाना होगा चर ओवरहेड्स बजट आर और डी बजट वगैरह इन सभी को विभिन्न प्रकार के मास्टर्स बजट के रूप में कहा जाता है अब इस तरह की वैचारिक समझ के साथ आइए हम बजट की तैयारी के मामलों के लिए चलते हैं अब उदाहरण 1 पहले से ही आपके सामने है यह सामग्री खरीद पर है कुछ जानकारी बजट की बिक्री कच्चे माल की खपत की आवश्यकता और शुरुआती स्टॉक के बारे में दी गई है इसके आधार पर हमें कच्चे माल की खरीद का बजट तैयार करना होगा तो इसको ध्यान से देखिए और अगर आपको एक प्रिंटआउट मिल गया है तो आप इसका प्रिंटआउट भी ले सकते हैं और अपने स्वयं के नोटबुक में तैयारी शुरू कर सकते हैं अब इस जानकारी के आधार पर क्या आप एक बजट तैयार कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बिक्री के साथ शुरू करेंगे इसलिए हम जानते हैं कि बिक्री का बजट 500 है हम शुरुआती स्टॉक को भी जानते हैं स्टॉक के बारे में थोड़ी और जानकारी दी गई है कि कच्चे माल का शुरुआती स्टॉक ए और बी के लिए क्रमशः 5000 इकाई और 3500 इकाई है और हमें 1000 के क्लोजिंग स्टॉक को बनाए रखना होगा इसलिए अब हम ओपनिंग स्टॉक जानते हैं हम तैयार माल के स्टॉक को भी जानते हैं तो सबसे पहले हम उत्पादन बजट को बनाते हैं ठीक हैं आइए हम मौखिक रूप से कोशिश करें यह बहुत सरल है हमें बिक्री के लिए 500 इकाइयाँ चाहिए माफ कीजिएगा हमें बिक्री के लिए 5000 इकाइयां चाहिए और हमारे पास पहले से ही 500 हैं और हमें तैयार माल का 1000 का समापन स्टॉक रखना है ठीक है तो हमें कितनी इकाइयों को तैयार करने या निर्माण करने की आवश्यकता है तो 5000 माइनस 500 क्योंकि वे पहले से ही तैयार हैं प्लस 1000 इसलिए उत्पादन की आवश्यकता 5500 होगी मुझे आशा है कि आप समझ रहे हैं मैं आपको समाधान दिखा सकता हूं लेकिन इसे मानसिक रूप से करने का प्रयास करें अब 5500 इकाइयों की इस उत्पादन आवश्यकता के आधार पर ए और बी की खपत को देखते हैं और उसके आधार पर हमें कच्चे माल की आवश्यकता और फिर कच्चे माल की खरीद देखनी होगी ठीक है मैं अब आपको समाधान दिखाऊंगा तो बजट की बिक्री 5000 वांछित क्लोजिंग स्टॉक 1000 इसका मतलब है तैयार माल की कुल आवश्यकता 6000 माइनस ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि वे 500 इकाइयां पहले से ही हैं इसका मतलब है उत्पादन की जाने वाली इकाइयाँ या आप इसे उत्पादन इकाई बजट कह सकते हैं वह 5500 है अब इसी के आधार पर हमने कच्चे माल की खपत पर काम किया है अब यह दिया गया था कि तैयार माल की 1 इकाई के लिए ए और बी के कच्चे माल की आवश्यकता क्रमशः 12 और 10 है तो 5500 इकाइयों के लिए गुना 12 और गुना 10 तोA के कच्चे माल की इकाइयां 66000 और B के कच्चे माल की इकाइयां 55000 है ठीक हैं पहले से ही 5000 और 3500 का स्टॉक है जिसे हम कम करेंगे हम समापन स्टॉक जोड़ देंगे जिसे हमें बनाए रखने की आवश्यकता है इसलिए हमें इकाइयों के संदर्भ में 62000 और 52500 का कच्चा माल खरीद बजट मिलता है क्या आप मुझे समझ रहे हैं अब यह इकाइयों में कच्चे माल की खरीद का बजट है यदि वे आपको कच्चे माल की कीमतें देते हैं तो हम इसे गुना कर सकते हैं और रुपये के संदर्भ में प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अभी तक केवल इतना ही दिया गया है तो यह हमारा समाधान है मुझे आशा है कि आप इसके बारे में स्पष्ट हैं अब हम उस मामले पर चलते हैं जो आपको वितरित किया गया है हमेशा की तरह कृपया एक प्रिंटआउट सेट लें लें और फिर हम अगले केस को हल करने का प्रयास करेंगे ठीक हैं तो आप इसके साथ तैयार हैं ठीक है कृपया इसे ध्यान से पढ़ें गौरी लिमिटेड माइक्रो कंप्यूटर मॉनिटर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चमक फिल्टर बनाती और बेचती है अब जॉन क्रेवेन जो नियंत्रक हैं तैयारी के लिए जिम्मेदार है यह गौरी होनी चाहिए गौरी के मास्टर बजट और 2020 के लिए निम्नलिखित आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं फिर उन्होंने श्रम लागत और अन्य चीजों के बारे में कुछ आंकड़े दिए हैं अब इस गौरी लिमिटेड को 31 दिसंबर 2019 को इन्वेंट्री में 1000 चमक फिल्टर की उम्मीद है और अगले महीने की अनुमानित बिक्री का 50 प्रतिशत को इन्वेंट्री में ले जाने की इसकी नीति है ठीक है इसलिए हम शुरुआती स्टॉक को जानते हैं और समापन स्टॉक को बनाए रखने की नीति भी जानते हैं अब उन्होंने अगले एक महीने की अनुमानित बिक्री के साथ साथ बिक्री मूल्य प्रत्यक्ष श्रम घंटेइत्यादि के बारे में डेटा दिया है इसके आधार पर हमें 2020 की पहली तिमाही के लिए मासिक बजट तैयार करने की आवश्यकता है इसलिए इन सभी बजटों की आवश्यकता है उत्पादन इकाइयाँ बजट फिर प्रत्यक्ष श्रम बजट प्रत्यक्ष सामग्री लागत बजट और बिक्री बजट ठीक है इसके अलावा हमें इनमें से प्रत्येक महीने के लिए बजटीय योगदान मार्जिन के बारे में भी कुछ गणना करनी है ठीक हैं अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सोचिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह पूरी तरह से बिक्री पर आधारित है बिक्री के आधार पर और स्टॉक के अनुमान के आधार पर हमें इकाइयों के संदर्भ में उत्पादन बजट की गणना करनी होगी इसलिए बिक्री के आधार पर हम उत्पादन के लिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने श्रम की आवश्यकता और प्रत्यक्ष सामग्री की आवश्यकता दी है इसलिए उत्पादन के आधार पर प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष सामग्री की गणना कीजिए और अंत में हम योगदान मार्जिन की गणना के लिए जाएंगे ठीक है मुझे आशा है कि आप मेरे साथ कर पाएंगे अब यह संरचना है सबसे पहले बिक्री से शुरू करके इकाइयों के संदर्भ में उत्पादन बजट की गणना करने का प्रयास करें पहली तिमाही इसलिए केवल जनवरी फरवरी और मार्च के लिए बनाएंगे अप्रैल के लिए डेटा जो यहां पर दिया गया है उतना आवश्यक नहीं है लेकिन यह इन्वेंट्री के उद्देश्यों के लिए आवश्यक होगा अब बिक्री में आप समापन या अंत की इन्वेंटरी को जोड़ते हैं तो आपको आवश्यक कुल इकाइयों का पता चल जाएगा इसके लिए आपको आरंभ की इन्वेंटरी को कम करने की आवश्यकता है यह आपकोउत्पादित किए जाने वाली इकाइयां बताएगा यह आपके उत्पादन बजट के अलावा कुछ भी नहीं है अब जनवरी की समाप्ति इन्वेंटरी की गणना करें यह 12000 है आपको 12000 कैसे मिले हम वापस इस पर आएँगे यदि आपको यह नहीं याद है तो यहाँ यह दिया गया था कि नीति आने वाले महीने की अनुमानित बिक्री का 50 प्रतिशत लेने की है इसलिए हम जानते हैं कि फरवरी की बिक्री 24000 है इसलिए इसका 50 प्रतिशत हिस्सा जनवरी में तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि उनके डिलीवरी शेड्यूल में कोई गड़बड़ी हो इसलिए अगले महीने की आधी बिक्री चालू महीने में उत्पादित की जाती है और इन्वेंट्री में रखी जाती है अब फरवरी के लिए समापन सूची क्या होगी 16000 का आधा ठीक अब हमें अप्रैल की सूची की आवश्यकता होगी मेरा मतलब है कि अप्रैल की बिक्री जो कि18 है उसके आधार पर मार्च के लिए इन्वेंट्री की गणना करें तो यह 9 है आप मुझेसमझ रहे हैं तो यह समापन इन्वेंटरी है अबआरंभ की इन्वेंटरी क्या है यह पहले से ही दिया गया था किआरंभ की इन्वेंटरी में 10000 इकाइयाँ हैं समझे अब कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाना है वे 22000 हैं तो 20 प्लस 12 का मतलब 32 माइनस 10 आपको 22 मिलता है इस तरह उत्पादन इकाइयों का बजट तैयार किया जाता है लगभग हर समस्या में यह बिक्री से शुरू होगा फिर उत्पादन पर जाएगा और फिर हम सामग्री श्रम और इसी तरह के प्रत्येक इनपुट पर जाएंगे तो अब कृपया इसे फरवरी के लिए भी तैयार करें फरवरी के लिए आपको कितना बजट मिल रहा है अब 12000 आरंभ की इन्वेंट्री है क्योंकि पिछली बार की समापन की इन्वेंटरी आरंभ की इन्वेंटरी हो जाएगी और यदि आप 12 लेते हैं तो निर्मित होने वाली इकाइयाँ 20 हैं उसी प्रकार मार्च के लिए आरंभ की इन्वेंटरी 8000 है और 8000 के आधार पर उत्पादित इकाइयाँ 17000 हैं अब हम तिमाही खत्म करने के करीब आ गए है तिमाही के लिए समापन की इन्वेंटरी मार्च की इन्वेंटरी है जो 9000 है आरंभ की इन्वेंटरी जनवरी की इन्वेंट्री है जो 10000 है इसका मतलब है कि तिमाही के दौरान कुल उत्पादन 59 है आप दोबारा जांच भी सकते हैं यदि दोनों पक्ष 60 प्लस 9 माइनस 10 तब भी आपको यह मिलता है और यदि आप जनवरी फरवरी और मार्च का कुल लेते हैं तो आपको 59 मिलेंगे इससे उत्पादन इकाइयों का बजट कहा जाता है क्या आप इसे समझ रहे हैं अब इसके आधार पर कृपया अब श्रम लागत पर जाएं प्रत्यक्ष श्रम बजट पहले घंटों में और फिर रुपये में तैयार करें इसलिए यदि आप फिर से केस में जाते हैं तो उन्होंने प्रति इकाई आवश्यक प्रत्यक्ष श्रम के रूप में दिया है जो 4 4 और 35 है उन्होंने प्रत्यक्ष श्रम प्रति घंटा की दर के रूप में भी दिया है इस डेटा का उपयोग करके हम प्रत्यक्ष श्रम लागत बजट तैयार करते हैं ठीक है अब प्रति इकाई प्रत्यक्ष श्रम घंटे की गणना करें इसलिए उन्होंने दिया है कि उत्पादित इकाइयाँ 22000 हैं हमने गणना की है 4 दिया गया है जो प्रति इकाई प्रत्यक्ष श्रम घंटे है इस डेटा के आधार पर 22 गुना 8 इसका मतलब है कि जनवरी के लिए आवश्यक कुल श्रम घंटे 88000 हैं ठीक उसी प्रकार फरवरी के लिए डेटा क्या होगा यह सरल है आप पहले से ही जानते होंगे कि हमें 4 पर 20000 यूनिट का उत्पादन करना है इसका मतलब है फरवरी के महीने के लिए प्रत्यक्ष श्रम घंटों की आवश्यकता 80000 है मार्च के लिए यह कितना हैं यह 17 है अब दर बदल कर 35 हो गई है तो यह 59500 है आप सभी 3 महीनों के लिए कुल ले सकते हैं जो कि तिमाही 59 और कुल 227500 है यहां श्रम घंटे की दर को भारित औसत के रूप में लिया गया है जो 3856 है समझ रहे हैं 227500 भागे 59000 से आपको तिमाही के लिए भारित औसत दर मिलेगी अब उसी तरह से प्रत्यक्ष सामग्री लागत बजट तैयार करने का प्रयास करें इसलिए फिर से उत्पादन इकाइयों के साथ शुरू करें इकाई लागत लें आपको प्रत्यक्ष सामग्री लागत बजट मिलेगा यह बहुत सरल है 22 गुना 10 इसलिए आपको 220000 मिलते हैं मुझे आशा है कि आप इसे अन्य महीनों के लिए चुन सकते हैं 20 गुना 10 और 17 गुना 10 इसलिए 200000 और 170 और फिर पूरे तिमाही के लिए 59000 गुना 10 590000 प्रति इकाई लागत समान है जबकि श्रम में प्रति घंटा दर गिर गई थी ठीक है अब आपको और क्या गणना करने की आवश्यकता है उन्होंने हमें बिक्री बजट की गणना करने के लिए भी कहा है हम पहले से ही बिक्री इकाइयों के बारे में जानते हैं इसलिए हमने बिक्री इकाइयों को ले लिया है और बिक्री मूल्य से गुणा किया है उन्होंने यहाँ विक्रय मूल्य दिया है जो कि 80 80 और 75 है इसलिए बिक्री मूल्य से गुणा करके आपको कुल बिक्री प्राप्त होगी क्या आप इसे मेरे साथ कर पाने में सक्षम हैं तो 1600000 1920000 1200000 4720000 अब यह कुल अनुमानित बिक्री राजस्व है जो बिक्री बजट में दिया जाएगा ठीक है अब मामले के बी भाग में हमें बजटीय योगदान मार्जिन की गणना करने के लिए कहा गया है तो हम सभी डेटा को जानते हैं हम बिक्री को जानते हैं हम सामग्री और श्रम जैसी परिवर्तनीय लागत जानते हैं इसलिए योगदान की गणना करें मुझे उम्मीद है कि आप कोसंरचना याद होगी श्रम लागत लीजिए प्रति इकाई सामग्री की लागत लीजिए बिक्री लीजिए और फिर इसके आधार पर आप मार्जिन की गणना करने में सक्षम होंगे प्रति इकाई बिक्री मूल्य कितना है पहली तिमाही में यह 80 माइनस श्रम लागत है जो 60 है अब आप 60 कैसे प्राप्त करेंगे क्योंकि प्रति इकाई श्रम घंटे 4 है और श्रम के लिए दर 15 है इसलिए जनवरी के आंकड़ों को देखें प्रति इकाई प्रत्यक्ष श्रम घंटे 4 है श्रम दर 15 है अब श्रम दर यहां दी गई है कि प्रत्यक्ष श्रम प्रति घंटा दर 15 है इसलिए 15 गुना 4 इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष श्रम लागत 60 है बिक्री इकाइयाँ पहले से ही 20000 दी हुई हैं बिक्री राजस्व या प्रति इकाई बिक्री मूल्य 80 है श्रम लागत गणना के अनुसार 60 है सामग्री लागत पहले से ही 10 रुपये दी हुई थी क्या आप इसे समझ रहे हैं तो अब योगदानमार्जिनकितनी है 80 माइनस 60 माइनस 10 तो योगदान मार्जिन 10 प्रति इकाईहै अब कुल मार्जिन भी प्राप्त करें तो 20000 इकाइयाँ गुना 10 इसका मतलब है कि 200000 कुल सृजित योगदान है चूंकि हम बजटिंग कर रहे हैं इसलिए कंपनी आपसे कुल की गणना करने की उम्मीद करेगी जब हम सीमांत लागत या सीवीपी के मामले या समस्या का समाधान कर रहे होते हैं तो हम आम तौर पर प्रति इकाई की बात करते हैं यहां भी आप प्रति इकाई पर वापस जा सकते हैं लेकिन फिर कुलसे गुणा करना होता है क्याआप मुझे समझ पा रहे हैं तो 200000 अब उसी तरह इसे फरवरी के लिए करने की कोशिश करें प्रत्यक्ष श्रम दर कितनी है अगर हम यहां जाएं तो आप देख सकते हैं कि घंटा दर प्रत्यक्ष श्रम के समान ही है प्रति इकाई प्रत्यक्ष श्रम घंटा 4 और प्रति घंटा दर 15 है इसलिए प्रत्यक्ष श्रम लागत 20000 है और उत्पादित होने वाली इकाइयों की संख्या 20000 है 60 एक प्रत्यक्ष श्रम लागत है और बिक्री इकाइयाँ 24000 हैं मुझे माफ कीजिएगा उत्पादन नहीं लीजिए यह योगदान है इसलिए यह बिक्री पर आधारित है और बिक्री 24 है इसलिए 24 लीजिए प्रति इकाई मार्जिन कितना है वास्तव में सभी डेटा समान 80 है 80 माइनस 60 माइनस 10 इसलिए यह प्रति इकाई 10 है 24000 गुना 10 तो फरवरी के लिए 240000 एक योगदान मार्जिन है अब मार्च के महीने के लिए क्या कोई बदलाव है उत्तर हां एक बदलाव है जिसे आप यहां देख सकते हैं प्रति इकाई प्रत्यक्ष श्रम घंटे वास्तव में 35 हो गए हैं अब क्या यह एक अच्छा संकेत है हाँ दक्षता में सुधार हुआ हैं पहले वे 1 इकाई के लिए 4 घंटे ले रहे थे अब वे इसे थोड़ा तेजी से कर रहे हैं जो कि 35 प्रति इकाई है गुणा 16 क्योंकि उनकी दर में वृद्धि हो गई है उन्होंने श्रमिकों को 1 रुपये अतिरिक्त दिया है इसलिए हम इस गणना को यहां करेंगे देखिए 35 गुणा 16 श्रम लागत वास्तव में 60 से 56 हो गई है इसलिए श्रमिकों को अधिक वेतन मिल रहा है लेकिन बेहतर दक्षता के कारण कंपनी के लिए लागत कम हो गई है बिक्री इकाइयाँ वास्तव में कम हैं वे केवल 16000 हैं आप देख सकते हैं कि योगदान मार्जिन भी सिकुड़ गया है जिसका मुख्य कारण यह है कि मूल्य 80 से 75 तक नीचे चला गया है बेहतर तरीके से श्रम लागत को थोड़ा नियंत्रित किया जाता है तो यह 56 है सामग्री लागत भी समान है इसलिए योगदान मार्जिन 9 है 16000 गुणा 9 जो कि कुल मार्जिन होगा यह 144000 है क्या आप इसे समझ रहे हैं इसलिए यहां हमें 4 बजट तैयार करने के लिए कहा गया और बजट योगदान मार्जिन की गणना भी की गई इसलिए मुझे लगता है कि यह आपके लिए स्पष्ट होगा इन सभी चीजों की गणना की गई है मैं यहाँ शीर्षक जोड़ रहा हूँ तो हम यहां रुकेंगे अगले सत्र में हम नकद बजट तैयार करने पर एक मामला सुलझाने जा रहे हैं इसलिए मैं आपसे नकद बजट को दोहराने का अनुरोध करूंगा क्योंकि यह थोड़ा लंबा मामला है और हम इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे इसके साथ ही रुकेंगे नमस्ते आपको धन्यवाद